बायोरिएक्टर्स पर 10 घंटे के एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए व्याख्यान संख्या 10 में स्वागत है हम मॉड्यूल 3 शुरू करेंगे जो एक सामान्य बायोरिएक्टर परिचालन प्रणाली के विश्लेषण पर आधारित है सामान्य बायोरिएक्टर परिचालन प्रणाली का विश्लेषण कुछ सामान्य बायोरिएक्टर परिचालन प्रणाली की चर्चा पिछले मॉड्यूल में थी पहला बैच परिचालन प्रणाली है जिसमे आवश्यक कच्ची सामग्री रिएक्टर में निर्धारित समय के लिए प्रवेशित कराया जाता है और अभिक्रिया के दौरान कोई भी क्रियाकारक या उत्पाद का आगम या निर्गम नहीं होता है यह प्रक्रिया बैच रिएक्टर के अंदर होती है जिसमें कोई आगम या निर्गम नहीं होता है और बैच का समय पूर्ण होने पर सामग्री को बाहर निकालते हैं और प्रसंस्करण के लिए तैयार करते हैं कच्ची सामग्री को रिएक्टर में प्रवेशित कराने और अभिक्रिया पूर्ण होने के अंत तक का समय बैच समय कहलाता है दूसरा कंटीन्यूअस परिचालन प्रणाली है जिसमे बायोरिएक्टर में निरंतर आगम और निरंतर निर्गम होता है और इस निरंतर प्रवाह में सभी प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं बैच और कंटीन्यूअस परिचालन प्रणाली के मध्य फेड बैच प्रणाली है जिसे एक बैच प्रणाली के रूप में शुरू कर इंटरमिटेंट फीडिंग या इंटरमिटेंट रिमूवल या कंटीन्यूअस फीडिंग और कंटीन्यूअस रिमूवल या दोनों को कर सकते हैं इस प्रणाली में निरंतर आगम और निरंतर निर्गम एक साथ नहीं होता है आगम और निर्गम विभिन्न संयोजन से फेड बैच परिचालन प्रणाली स्थापित कर सकते है बैच कंटीन्यूअस और फेड बैच सामान्य बायोरिएक्टर परिचालन प्रणाली हैं इन परिचालन प्रणाली के आधारभूत विश्लेषण से के रूपरेखा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाता है किसी विशेष वांछित लक्ष्य के लिए बायोरिएक्टर को कब तक संचालित करने की आवश्यकता है यह एक आधारभूत रूपरेखा का प्रश्न है इसके अलावा अन्य जटिल रूपरेखा के प्रश्न हो सकते हैं बैच बायोरिएक्टर विशेष रूप से उद्योग में परिचालन का एक सामान्य तरीका है यह प्रणाली सरल और शक्तिशाली है अन्य प्रणाली की तुलना में इसे संचालित करना आसान है और यह परिचालन प्रणाली उद्योग में प्रचलित है सन्दर्भ स्लाइड समय 0304 में प्रदर्शित आकड़े हमारी प्रयोगशाला के है पूर्व व्याख्यान में कुल कोशिका सांद्रता और जीवित कोशिका सांद्रता पर चर्चा हुई थी कुल कोशिका सांद्रता को हम प्रकाशीय घनत्व के रूप में मापते हैं जो कोशिका प्रकीर्णन पर आधारित होता है इसे उचित गणना हेतु कैलिब्रेशन किया जाता है और प्रकाशीय घनत्व को ग्राम प्रति लीटर में बदलने के लिए कैलिब्रेशन कर्व का उपयोग किया है यह ज़ैंथोमोनस कैंपेस्ट्रिस का बैच ग्रोथ कर्व है कहा जाता है एक जीव के लिए जीवित कोशिका सांद्रता की रूपरेखा सन्दर्भ स्लाइड समय 0509 में प्रदर्शित है यहाँ जीवित कोशिका सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में दिया गया है समय की इकाई घंटा हैं जीवित कोशिका सांद्रता 0 से 3 के पैमाने में है यह ज़ैंथोमोनस का ग्राफ प्लेटिंग विधि के द्वारा प्राप्त की गई है यहाँ सन्दर्भ स्लाइड समय 0509 में कुल कोशिका सांद्रता के साथ जीवित कोशिका सांद्रता की अतिव्यापन है लगभग 40 घंटे पर ग्राफ नीचे जाने लगता है क्योंकि जीवित कोशिका सांद्रता यहां कम हो रही है कुछ समय पश्चात स्टेशनरी फेज से कोशिका डेथ फेज में प्रवेश करते हैं जिसे जीवित कोशिका सांद्रता की रूपरेखा में देखा जा सकता है एक साधारण बैच जिसमें सीमित क्रियाधार उपलब्ध है की कल्पना करते है बैच में मुख्य क्रियाधार संभवतः ग्लूकोज होता है जिस पर कोशिका वृद्धि करती हैं एक अन्य प्रकार की डायक्सिक वृद्धि या डायक्सि कहलाता है इस वृद्धि प्रक्रिया में एक के बाद एक क्रियाधार का अनुक्रमिक उपयोग होता हैं उदाहरण के लिए बैच में ग्लूकोज और लैक्टोज का मिश्रण है इसमें एक विशिष्ट जीव जैसे एस्चेरिचिया कोलाई प्रवेशित कराते है जो लैक्टोज की जगह ग्लूकोज को प्राथमिकता देगा और पहले इसे ग्रहण करेगा इस क्रियाविधि को आण्विक दृष्टि से लैक ओपेरोन से समझा जा सकता है कि ई कोलाई E coli या अन्य जीवों में ऐसा क्यों होता है यदि टोटल सेल कंसंट्रेशन का ग्राफ x बनाम समय खीचते हैं तब प्रारंभिक लेग फेज आगे लॉग फेज तत्पश्चात् स्टेशनरी फेज की तरह दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तव में यह माध्यमिक लॉग फेज होता है जब ग्लूकोज और लैक्टोज का विश्लेषण करते हैं तब यह ज्ञात होता है कि पहले ग्लूकोज का उपयोग होता है फिर लैक्टोज का उपभोग होता है यहाँ सन्दर्भ स्लाइड 0623 में वृद्धि दर को देखा जा सकता है यहाँ हम देखते है कि लैक्टोज की तुलना में यहां ग्लूकोज पर वृद्धि दर अधिक होगा ग्लूकोज की विशिष्ट वृद्धि दर लैक्टोज की विशिष्ट वृद्धि दर से अधिक होगी पहले अधिमानित क्रियाधार लिया जाता है जिसमे अन्य क्रियाधार की तुलना में अधिक विशिष्ट वृद्धि दर और वृद्धि दर होती है वृद्धि दर के विश्लेषण के आधार पर सामान्य बैच ग्रोथ पर ध्यान देते है जिसमे जीव क्रियाधार और अन्य पोषक तत्व होते है और साथ ही सीमित क्रियाधार पर चर्चा करेंगे बैच ग्रोथ को हमने वास्तविक आंकड़ो के साथ देखा कोशिका सांद्रता बनाम समय के आधार पर जीवित कोशिका सांद्रता का ग्राफ खीचतें हैं तब डेथ फेज भी दिखाई देता है जहां से जीवित कोशिका सांद्रता घटती है एकरूप रेखा कुल कोशिका सांद्रता को दर्शाता है और बिंदुयुक्त रेखा जीवित कोशिका सांद्रता को प्रदर्शित करता है बायोरिएक्टर ब्रोथ में कोशिका के आधार पर मास बैलेंस करते हैं बायोरिएक्टर ब्रोथ एक तरल है जिसे हम तंत्र के रूप में लेते हैं कोशिका के मास बैलेंस का समीकरण स्लाइड समय 0850 में दर्शित है यहाँ मास रेट्स दिया हैं मास रेट ऑफ़ इनपुट माइनस मास रेट ऑफ़ आउटपुट प्लस रेट ऑफ़ जनरेशन माइनस रेट ऑफ़ कन्सम्पसन सभी मास के आधार पर रेट ऑफ़ एक्युमुलेसन ऑफ़ मास के बराबर है यहाँ कोशिका पर बैलेंस लिखा जा रहा हैं जो बैच बायोरिएक्टर में कोशिका के द्रव्यमान के लिए है ri rorg rcddt यहाँ बैच में केवल वृद्धि पर विचार करते हैं जिसमे कोशिका की मृत्यु नहीं हुई है यहाँ रेट ऑफ़ इनपुट और रेट ऑफ़ आउटपुट नहीं है क्योंकि यह बैच प्रक्रिया है चूँकि कोशिका मृत्यु नहीं है अतः यहाँ कन्सम्पसन ऑफ़ सेल्स नहीं है इसलिए 𝑟𝑖 𝑟𝑜 और 𝑟𝑐 तीनो दर शून्य है इसलिए 𝑟𝑔 जो द्रव्यमान के आधार पर वृद्धि दर ddt के बराबर है rgddt कोशिका सांद्रता के संदर्भ में m को प्रतिस्थापित करते हैं क्योंकि कोशिका सांद्रता आसानी से मापा जा सकते हैं हम इसे मापी गयी मात्रा के संदर्भ में लिख सकते हैं और इसका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है अतः 𝑟𝑔 द्रव्यमान के आधार पर m का ddt होता है m को xV के रूप में में लिखा जा सकता है कोशिका सांद्रता इकाई आयतन के लिए कोशिका का द्रव्यमान है जो तंत्र का आयतन या ब्रोथ m होगा rgddtdxVdt बैच ग्रोथ के सन्दर्भ में बैच के आयतन में कोई बदलाव नहीं है साथ ही किसी प्रकार का परिवर्तन या अवक्षय नहीं है इसलिए आयतन स्थिर रहता है यदि आयतन एक स्थिरांक है तब यह समय के साथ नहीं बदलता है इसलिए V को एक स्थिरांक के रूप में व्युत्पत्ति से निकाला जा सकता है इस प्रकार समीकरण V गुणा 𝑑x𝑑𝑡 लिखते है rgddtVdxdt यदि 𝑟𝑥 आयतन आधारित दर है जो मापनीय हैं यहाँ V गुणा 𝑟𝑥 𝑟𝑔 के बराबर होगा हमें ज्ञात है कि यहाँ दर सांद्रता या आयतन आधारित होता है यहाँ समय के साथ कोशिका सांद्रता के परिवर्तन की दर 𝑟𝑥 है इसलिए कोशिका सांद्रता गुणा आयतन परिवर्तन की दर के बराबर होगा इस प्रकार 𝑟𝑥 गुणा V 𝑟𝑔 के बराबर है जो dxdt के बराबर है इसलिए यदि हम इसे समीकृत करते हैं जहाँ 𝑟𝑥 dxdt है rxVrgVdxdt rxdxdt बैच बायोरिएक्टर के विशेष मामले के तहत आयतनिक दर कोशिका सांद्रता के के संचय की दर के बराबर होती है जिसे पूर्व में संतुलन के विशेष मामले के रूप में देख चुके हैं यह बैच के मामले तक सीमित होता है आगे जब हम निरंतर प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे तब यह पहलू स्पष्ट हो जाएगा दर की संकल्पना बहुत सामान्य है जहां दर संचय की दर के बराबर होता हैं जो केवल बैच सिस्टम के लिए ही मान्य है वृद्धि दर के लिए एक सामान्य मॉडल्स स्लाइड समय 1330 में देख सकते है पहला मॉडल जो हमने देखा था जिसमें आयतनिक के आधार पर 𝑟𝑥 𝜇𝑥 वर्तमान स्थिति में dxdt के बराबर है rxμxorheredxdtμx संचय की दर 𝜇𝑥 के बराबर होती है हम 𝑟𝑥 को dxdt प्रतिस्थापित करते हैं अब dxdt 𝜇 𝑥 के बराबर है ऐसी स्थिति में 𝜇 को 1x के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अर्थपूर्ण है इसे कोशिका सांद्रता के संबंध में सामान्यीकृत किया गया है इसे विशिष्ट वृद्धि दर कहा जाता है 1xdxdtμ इस मॉडल का प्रयोग बैच ग्रोथ के प्रत्येक भागों के वर्णन के लिए किया जा सकता है बैच ग्रोथ के विभिन्न भागों पर हमने चर्चा की समय के साथ कोशिका सांद्रता में भिन्नता लेग लॉग और स्टेशनरी फेज के संदर्भ में लेते है लेग फेज में 𝜇 शून्य है हम जानते हैं कि dxdt शून्य है कोशिका सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं है लॉग फेज में हमने देखा कि 𝜇 स्थिर होता है स्टेशनरी फेज में कोशिका सांद्रता में कोई बदलाव नहीं होता है इसलिए 𝜇 शून्य है अर्ली लॉग फेज लेट लॉग फेज या अर्ली स्टेशनरी फेज के बीच कुछ प्रावस्था होते हैं जिन्हें समीकरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से इन प्रावस्था को वर्णित नहीं किया गया है क्यूंकि रूपरेखा के निर्माण हेतु उनकी आवश्यकता नहीं होती है इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे हालांकि गणितीय प्रस्तुतीकरण से इन्हें वर्णित करना संभव है परंतु हम इस पाठ्यक्रम में उन पहलुओं पर ध्यान नहीं देंगे हम लॉग फेज पर विचार करते है लॉग फेज में 𝜇 स्थिर है इसलिए dxdt बराबर 𝜇𝑥 है 𝜇 यहां स्थिरांक है dxdtμx स्ट्रैट फॉरवर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए कम से कम 1 प्रारंभिक स्थिति की आवश्यकता होती है प्रारंभिक स्थिति निम्नानुसार है समय t के बराबर t0 जो प्रारंभिक लॉग फेज है इस स्थिति में कोशिका सांद्रता x0 है x0 बैच की प्रारंभिक सांद्रता के लगभग बराबर है लेकिन कभी कभी इसमें मामूली अंतर हो सकता है इस स्थिति में x0 पर स्पष्टता की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मॉडल जिसमे 𝜇 स्थिर है और यह केवल लॉग फेज पर लागू होता है इस समीकरण को हल करने के चरण निम्नानुसार है dxxμdt सर्वप्रथम दोनों पक्षों में dxx का समाकलन ln x के रूप लेते है और यहाँ सीमांकित समाकलन मे 𝜇𝑡 और c का योग है dxxμdt ln x μtc इस प्रारंभिक स्थिति का उपयोग c का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है यदि प्रारंभिक स्थिति में समय t बराबर t0 और x बराबर x0 हो तो ln का x बराबर 𝜇 𝑡0 और c का योग होगा c का मान ln का x0 को 𝜇 𝑡0 से घटाकर प्राप्त किया जा सकता है ln x0 μt0c यदि समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं हल निकलता है ln x μtln x0 μt0 उभयनिष्ठ लेने पर निम्न समीकरण प्राप्त होता है ln xx0μt t0 इस प्रकार x बराबर xx0eμt t0 यह समीकरण समय के साथ कोशिका सांद्रता x में विभिन्नताओं का वर्णन है चूंकि यह घातीय या गुणोत्तर वृद्धि दर्शाता है जिसे हम लॉग फेज कहते हैं यह लघुगणकीय प्रवस्था या गुणोत्तर वृद्धि प्रवस्था के अनुरूप है जो वास्तव में समय के साथ कोशिका सांद्रता की विभिन्नताओं का वर्णन करता है वांछित कोशिका सांद्रता तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय प्राप्त करने के लिए इस समीकरण का उपयोग किया जा सकता है यह स्ट्रैट फॉरवर्ड डिजाईन एप्लीकेशन का विवरण है यदि कारक 𝜇 जो लेग फेज का समय t0 और लॉग फेज की शुरुआत में कंसंट्रेशन x0 है और यह प्रारंभिक कोशिका सांद्रता से अलग नहीं है तब इस बैच की शुरुआत से t को x तक पहुँचने के लिए कुल समय का अनुमान लगाया जा सकता हैं इसे 1 𝜇 ln xx0 से दर्शाते है 1 𝜇 ln xx0 में यदि t0 को शून्य के रूप में लिया जाये और t0 जो तत्कालीन समय में बैच के लेग फेज में खर्च होता है तब लेग फेज समय x0 से x तक पहुँचने के लिए लघुगणकीय वृद्धि का समय है यह बैच का कुल समय होगा यदि हम एक निश्चित कोशिका सांद्रता तक पहुंचना चाहते हैं x0 प्रारंभिक सांद्रता के साथ शुरुआत करते है जिसमे लेग फेज में कोशिका सांद्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ है 1ln xx0t0t अब समस्या पर चर्चा करते है बैच बायोरिएक्टर के अंतर्गत इनोकुलम की सांद्रता 05 ग्राम पर लीटर थी जो प्रारंभिक कोशिका सांद्रता है इस स्थिति में लेग फेज सामान्यतः 20 मिनट तक रहता है यदि लॉग फेज की प्रारंभिक कोशिका सांद्रता इनोकुलेसन के तुरंत बाद भी उल्लेखनीय रूप से अलग नहीं होता समस्या यह है कि अ तब 4 ग्राम पर लीटर तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाना है इन परिस्थितियों में किसी जीव के लिए विशिष्ट वृद्धि दर 05 प्रति घंटा है ब लॉग फेज में कोशिका सांद्रता को दोगुना करने के लिए कितना समय आवश्यक है इस समस्या के हल हेतु हम पूर्व में समीकरण की व्युत्पत्ति कर चुकें है अगले व्याख्यान में उक्त समस्याओं का समाधान देखेंगे हम प्रारंभिक विश्लेषण कर चुके है जिसमे विशिष्ट वृद्धि दर 𝜇 पर क्रियाधार के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि हमने यह मान लिया था कि तंत्र में पर्याप्त क्रियाधार मौजूद था इसलिए 𝜇 𝜇 m के बराबर है हम जानते है कि जब S प्रारंभिक अवस्था में बदल जाता है तब 𝜇 भी बदलता है जब क्रियाधार की सांद्रता निश्चित स्तर से ऊपर होती है तब स्पर्शोन्मुख या एसिम्पटोटिक मान 𝜇 𝜇m के बराबर हो जाता है यदि पर्याप्त क्रियाधार हो तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के लिए 𝜇 m लेते हैं यह S के साथ 𝜇 की विभिन्नता के लिए मोनोड मॉडल का गणितीय प्रस्तुतिकरण है विशिष्ट वृद्धि दर 𝜇 बराबर 𝜇𝑚 𝑆 बटा 𝐾𝑆 𝑆 है μmSKSS यह विभिन्नता वृद्धि दर को प्रभावित करती है इसलिए यह उस समय पर प्रभाव डालेगी जो बैच में एक निश्चित कोशिका सांद्रता को प्राप्त करने के लिए लिया जाता है यदि क्रियाधार के प्रभाव को शामिल किया जाये तब लॉग फेज के लिए 𝜇 को 𝜇m SKs S से प्रतिस्थापित कर सकते है इस प्रकार dxdt बराबर 𝜇x मान्य होगा यहाँ 𝜇 को क्रियाधार का प्रभाव देखने के लिए 𝜇mSKs S से बदला गया है dxdtmSKSSx विश्लेषण को आसान करने के लिए दो स्थितियों पर विचार करें पहली स्थिति S का मान Ks से अधिक है S≫KS Ks क्रियाधार की सांद्रता है जिस पर अधिकतम वृद्धि दर का आधा प्राप्त होता हैं S Ks की तुलना में बहुत अधिक है S लगभग Ks के बराबर होता है इसका गणितीय प्रारूप देखते है Ks और S को हर में जोड़ा जाता है यदि S Ks की तुलना में बहुत अधिक है तब यह 𝜇 के मान में अधिक अंतर पैदा नहीं करता है इस स्थिति में Ks S को S के साथ प्रतिस्थापित कर सकते हैं यदि S Ks से बहुत अधिक होता है और S से हर को प्रतिस्थापित करते हैं तब 𝜇𝑚 𝑆𝑆 प्राप्त होता है यहाँ 𝑆 और 𝑆 को रद्द किया जा सकता है और अंत में 𝜇𝑚 प्राप्त होता है If S≫KS then mSKSSmSSm dxdt बराबर 𝜇x के स्थान पर dxdt बराबर 𝜇 mx कह सकते हैं 𝜇m गुणा x अधिकतम विशिष्ट वृद्धि दर है दूसरी स्थिति में S लगभग K के बराबर है If S≈KS यहाँ KsS को S के साथ बदल सकते हैं क्योंकि दोनों तुलनीय हैं बैच बायोरिएक्टर के मामले में यह सामान्य स्थिति नहीं है यह तब होता है जब कुछ महत्वपूर्ण क्रियाधार सीमित सांद्रता में होता है जब यह स्थिति वास्तव में होती है तब जीवों की वृद्धि स्टेशनरी फेज में पहुंच जाती थी कंटीन्यूअस बायोरिएक्टर के विश्लेषण में इसकी प्रासंगिकता है कंटीन्यूअस बायोरिएक्टर के अनुप्रयोग है जिनमे से यहाँ दो परिमाण हैं x और s जो अंतर समीकरण में समय के साथ बदलती हैं आश्रित चर के केवल एक x या s ले सकते है इसलिए स्थितिनुसार एक को दूसरे संदर्भ में s को x के सन्दर्भ में या x के संदर्भ में S व्यक्त कर सकते हैं उपज गुणांक कोशिका सांद्रता और क्रियाधार सांद्रता से संबंधित है हम जानते हैं कि Y xs क्रियाधार के संबंध में कोशिका की उपज क्रियाधार की मात्रा से उत्पादित कोशिका की मात्रा है इसे मान के संदर्भ में परिभाषित करने पर x x0 कोशिका की मात्रा है Y xs ज्ञात करने हेतु कोशिका निर्माण की मात्रा को क्रियाधार के उपयोग दर से विभाजित करते है YxSamountofcellsproducedamountofsubstrateconsumedx x0S0 S यहाँ सांद्रता इकाई आयतन है चूँकि यहाँ भाग देते है अतः आयतन समान होना चाहिए ताकि उसे आपस में काटा जा सके उपयोग किए गए क्रियाधार की मात्रा से निर्मित कोशिका की मात्रा को क्रमशः अंश और हर से सांद्रता के आधार पर प्रतिस्थापित करते है जिससे समान उपज गुणांक प्राप्त हो सके Y xs स्थिरांक है तब विभिन्न परिस्थितियों में एक उपयोगी अवधारणा निर्मित हो सकती है x के संदर्भ में s को लिखने के लिए उपज गुणांक का उपयोग किया जा सकता हैं S0 कुल क्रियाधार सांद्रता है x0 प्रारंभिक कोशिका सांद्रता है यदि लैग फेज में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है और चर s और x से संबंधित हैं S बराबर SS0 x x0YxS इसलिए S को प्रतिस्थापित करने के बाद अंतर समीकरण निर्मित होता है dxdtmS0 x x0YxSKSS0 x x0YxSx चरण दर चरण समाधान देखने में लंबा समय लगेगा विशेष रूप से इस पाठ्यक्रम के संदर्भ समय सीमा कुल 10 घंटा है संभवतः प्रत्येक बीजगणित का हल करने में 45 मिनट का समय लगेगा इसलिए यदि आप गणित में रुचि रखते हैं और सहज हैं तब इसे आप अपने समय अनुसार स्वयं हल करें यदि आप गणित में अच्छे हैं तो अधिक समय नहीं लगेगा इसके लिए समाकलन सारणी की आवश्यकता होती है बैच की प्रारंभिक सांद्रता से एक निश्चित कोशिका सांद्रता x तक पहुंचने के लिए बैच की शुरुआत के लिए कुल समय निम्नानुसार दिया गया है t1mαln xx0 βln YxSS0x0 xYxSS0 t0 where αKSYxSYxSS0x0YxSS0x0 βKSYxSYxSS0x0 बीजगणित को समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है गणित के जानकर शीघ्र ही आगे बढ़ सकते है इस व्याख्यान को यहां समाप्त करते है और दिए गये समस्या अगले व्य्ह्यं में हल करेंगे कृपया आप इसे स्वयं हल करने का प्रयास करें जिससे आपमें गणितीय समस्या हल करने का कौशल विकसित होगा यदि छात्र व्याख्यान में चर्चित विधियों का पालन करते हैं तब छात्र जटिल समस्याओं को आसानी से हल करने में सक्षम होंगे